अगर मैं लैम्ब्डा बनाम ई लैम्ब्डा प्लॉट करता हूं तो अनिवार्य रूप से मैं 2 एच पीआई सी शून्य वर्ग को लैम्ब्डा पावर 5 से डिवाइड करके एच सी 0 के घातीय में लैम्ब्डा केटी माइनस 1 द्वारा प्लॉट कर रहा हूं तो मैं यही साजिश कर रहा हूं तो जो मुझे अलग अलग तापमानों के लिए मिलता है वह उस तरह का व्यवहार है जो आपको मिलेगा यह बढ़ते तापमान के रूप में है और इसके लिए प्लॉट किया गया है यह प्लॉट करना बहुत आसान है यह सिर्फ एक अलग तापमान डालता है और इसे वेवलैंथ के एक फ़ंक्शन के रूप में प्लॉट करता है और इसलिए लोगों ने सूर्य के तापमान के लिए यह लगभग 5800K किया है और यह पता चला है कि उस कर्व की अधिकतम सीमा वास्तव में विज़ीबल रेंज में आती है आप जानते हैं कि आप कहां देख सकते हैं दृश्य सीमा वह वेवलैंथ है जिस पर हम देख सकते हैं चीज़ें वास्तव में हम सूर्य से इतना प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम होने का कारण यह है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित अधिकतम रेडिएशन जो कि एक ब्लैकबॉडी के करीब है सूर्य को एक ब्लैकबॉडी के करीब माना जाता है तो सूर्य द्वारा रेडिएटिड अधिकतम रेडिएशन दृश्य सीमा में पड़ता है यही कारण है कि हम सूर्य के निकटतम तारे से इतना प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम हैं तो कोई वास्तव में इनमें शामिल हो सकता है तो यह पता चला है कि इसे एक मोटी रेखा से जोड़कर यदि मैं डिफरेंट तापमानों पर सभी मैक्सिमा को एक साथ मिलाता हूं तो वे सभी एक निश्चित रेखा निश्चित पैटर्न में आते हैं वे सभी एक रैखिक पैटर्न में आते हैं यानी लैम्ब्डा मैक्स जो अधिकतम तीव्रता वेवलैंथ है जो तापमान से गुणा किया जाता है जो स्थिर है वास्तव में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए यह लगभग 2900 माइक्रो मीटर केल्विन है तो यह इनवर्स लीनीअर रिलेशनशिप का प्रकार है जो वास्तव में यह पाएगा कि तापमान के एक कार्य के रूप में अधिकतम वेवलैंथ एक स्थिर रहता है वास्तव में इसे दिखाना बहुत मुश्किल नहीं है मैं इनमें से प्रत्येक कर्व का मैक्सिमा कैसे ज्ञात करूं मैं मैक्सिमा कैसे ढूंढूं आप पहला डेरिवेटिव लेते हैं और उसे 0 पर सेट करते हैं और मैंने वह आपके लिए किया है तो d by dlambda इसे देखने का तरीका Eb को इस रूप में व्यक्त करना है C2 द्वारा लैम्ब्डा t माइनस 1 द्वारा जहां C1 2 pi h C नॉट स्क्वायर है और C2 h c0 by k है जो हमने किया है वह सब कुछ है एक कॉंसटेंट में ज्ञात कॉंसटेंट और फिर dlambda Eb द्वारा d को डिफाइन करें लैम्ब्डा का मूल्यांकन लैम्ब्डा अधिकतम 0 के बराबर होता है तो यह वही है जो आपको संबंधित तापमान में लैम्ब्डा मैक्स के बीच संबंध मिलेगा और इसलिए यह सी 2 का लैम्ब्डा टी एम से सी 1 सी 2 लैम्ब्डा पावर माइनस 7 में टी एम माइनस 5 सी 1 लैम्ब्डा पावर माइनस 6 से डिवाइड होगा कि लैम्ब्डा मैक्स होना चाहिए प्लस 5 सी1 लैम्ब्डा मैक्स से माइनस 6 की शक्ति के बराबर 0 इसलिए यदि आप डेरिवेटिव लेते हैं तो यह वही होगा जो यह होगा और बीजगणित के थोड़े से भाग के बाद आप वास्तव में इस फॉर्म C2 के समीकरण को 5 लैम्ब्डा टीएम माइनस 1 प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस सी 2 बाय लैम्ब्डा टीएम 0 के बराबर कम कर सकते हैं आप बीजगणित के थोड़े से बाद में फिर से लिख सकते हैं आप वास्तव में कम कर सकते हैं इसे इस रूप में और अब आप x से C2 को लैम्ब्डा एम और टीएम द्वारा सेट करते हैं जहां टीएम संबंधित तापमान से मेल खाता है और इसलिए आप समीकरण x को 5 घटा 1 जमा 5 गुना एक्सपोनेन्शियल के शून्य से 0 के बराबर हल कर सकते हैं तो इसे संख्यात्मक रूप से हल करना होगा तो आप इसे हल करते हैं जो आप पाएंगे कि लैम्ब्डा एम टीएम द्वारा सी 2 4965 है और यदि आप सी 2 के मूल्य में प्लग करते हैं तो आप पाएंगे कि लैम्ब्डा अधिकतम अधिकतम तापमान लगभग 2900 है लगभग तो आपको वास्तव में इस इक्वेशन को हल करना चाहिए और उस विशेष एक्सप्रेशन के लिए सही उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए और इसे वेन का विस्थापन कानून कहा जाता है जो उस तापमान से संबंधित होता है जिस पर किसी दिए गए ब्लैकबॉडी द्वारा अधिकतम तीव्रता प्राप्त की जाती है एक बार फिर यहां थोड़ी सी परिभाषा को बैंड एमिशन कहा जाता है तो यह विशेष रूप से उपयोगी है जब आप समस्याओं को हल कर रहे हैं अन्यथा मेरी राय में मुझे इस बैंड बैंड एमिशन कॉन्सेप्ट के लिए अधिक उपयोग नहीं दिख रहा है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि यह परीक्षा आदि में कुछ समस्याओं को हल करने में उपयोगी है तो यह क्या जवाब देने की कोशिश करता है कि क्या आप एफ नामक मात्रा को डिफाइन करते हैं जो मिशन का अंश ठीक है तो मान लें कि F0 को लैम्ब्डा मूल रूप से ब्लैक बॉडी से कुल एमिशन के खेद अंश के मिशन अंश का अंश है लेकिन सभी तरंग दैर्ध्य पर अभिन्न अंग है और F0 से लैम्ब्डा आपको बताएगा कि उस सीमा में एमिटिड कुल का अंश क्या है तो बस परिभाषा 0 से लैम्ब्डा ईबी लैम्ब्डा को इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी डलाम्ब्डा में डिवाइड किया गया है भाजक क्या है इंटीग्रल ईबी लैम्ब्डा डलाम्ब्डा 0 टू इनफिनिटी जो कि आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कानून है सिग्मा टी पावर 4 और इसलिए वह कुछ भी नहीं बल्कि सिग्मा टी पावर 4 इंटीग्रल 0 टू लैम्ब्डा डलाम्ब्डा है इसलिए हम इस व्यंजक को थोड़े अधिक सुविधाजनक रूप में फिर से लिख सकते हैं और वह होगा हम वेरिबल बदलते हैं और वह ईबी को सिग्मा टी पावर 4 से dlambdaT में डिवाइड किया जाएगा इसलिए हम केवल वेरिएबल के चेंज का परिचय देते हैं इसलिए लोगों ने इस एक्सप्रेशन की गणना की है और आपके पास ये स्टैंडर्ड टेबल हैं जिनमें x अक्ष के साथ लैम्ब्डा और y अक्ष में 0 से लैम्ब्डा है तो यह पता चला है कि यह इस तरह का व्यवहार है यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप ब्लैकबॉडी पर कुछ गणना कर रहे होते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि लैम्ब्डा टी की दी गई सीमा पर क्या है तो आप संबंधित इंटीग्रल को घटाकर यहां इस वक्र का उपयोग करके पता लगा सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लैम्ब्डा 2 के लिए एमिशन एफ लैम्ब्डा 1 क्या है तो यह कुछ भी नहीं है यह क्या है छात्र एफ 0 से F0 से लैम्ब्डा2 माइनस F0 से लैम्ब्डा1 तो यह आपको बताएगा कि लैम्ब्डा 1 और लैम्ब्डा 2 की सीमा में शुद्ध उत्सर्जन क्या है तो यह कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो आपको बाद में परीक्षा में मिल सकती है अन्यथा मुझे बैंड बैंड एमिशन कॉन्सेप्ट के लिए अधिक उपयोग नहीं दिखता है लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह एक उपयोगी उपकरण है जिसे आपको समझना चाहिए इस पर अब तक कोई सवाल इसलिए रेडिएशन प्रोसेस के क्वॉंटीफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ और डेफिनेशन्स हैं अब इस तरह की डेफिनेशन का कारण अक्सर आप नहीं जानते होंगे कि रियल सरफेस के गुण क्या हैं इसलिए याद रखें कि जब हम ब्लैकबॉडी को डिफाइन करते हैं तो हमने कहा था कि ब्लैकबॉडी को एक स्टैंडर्ड माना जाता है तो आप स्टैंडर्ड के गुणों का उपयोग करके रियल सरफेस सभी गुणों को डफाइन करना चाहते हैं जो कि ब्लैकबॉडी डिएशन है इतना इसलिए एमिशन नामक मात्रा को डफाइन करना उपयोगी होता है जिसे एप्सिलॉन के रूप में दर्शाया जाता है और फिर से यह लैम्ब्डा और तापमान का एक कार्य है लैम्ब्डा थीटा फी और तापमान और इसे अनिवार्य रूप से रियल सरफेस से एमिशन की तीव्रता के अनुपात के रूप में डिफाइन किया जाता है जो फिर से ब्लैकबॉडी से संबंधित उत्सर्जन के साथ फाई थीटा और तापमान का एक कार्य है तो ब्लैक बॉडी से संबंधित एमिशन एंग्युलर स्थिति का एक कार्य नहीं है यह अनिवार्य रूप से एक ही तापमान पर ब्लैकबॉडी से एमिशन द्वारा डिवाइड रियल सरफेस से रेडिएशन एमिशन या एमिशन का अनुपात है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक ही तापमान पर होना चाहिए यह रियल सरफेस से एमिशन का एक काले शरीर से एमिशन का अनुपात है जो एक ही तापमान पर बनाए रखा जाता है तो इसी तरह एक स्पैक्टरल हैमिस्फेरकल एमिसिविटी को डिफाइन कर सकता है तो डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है यह उससे बहुत अलग है जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा तो स्पैक्टरल हैमिस्फेरकल एमिशन अब लैम्ब्डा और तापमान का एक कार्य है जो कि रियल सरफेस के स्पैक्टरल हैमिस्फेरकल एमिशन का रेशिओ है जो कि समान तापमान पर बनाए रखा जाता है तो यह यहाँ केवल एमिशन का अभिन्न अंग नहीं है तो डेफिनेशन है एमिशन को हमेशा संबंधित मात्राओं के अनुपात के रूप में डिफाइन किया जाता है तो यहाँ यह रियल सरफेस से इन स्पैक्टरल हैमिस्फेरकल एमिसिविटी फ्लक्स और ब्लैकबॉडी से स्पैक्टरल हैमिस्फेरकल एमिसिविटी फ्लक्स का अनुपात है जो समान तापमान पर बना रहता है तो अब हम जानते हैं कि Elambida के लिए कॉंसटेंट क्या है e यह क्या है यह वहाँ अंश पद का अभिन्न अंग है इसलिए वह होगा मैं इसे इस रूप में फिर से लिख सकता हूं एप्सिलॉन लैम्ब्डा इंटीग्रल 0 टू 2पीआई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 इलाम्ब्डा ई लैम्ब्डा थीटा फी टी ऑल द सिन थीटा कॉस थीटा दथेटा डीफी को ई लैम्ब्डा बी से डिवाइड किया जाएगा वही तो यह और कुछ नहीं बल्कि लैम्ब्डा टी के पाई आई लैम्ब्डा बी है तो हम जानते हैं कि काला शरीर एक फैलाना एमिटर है इसलिए मैं केवल पाइ थीटा कोस थीटा को एकीकृत कर सकता हूं और इससे मैं लैम्ब्डा पी में पीआई हो जाएगा तो वह 1 बटा पीआई इंटीग्रल 0 से 2 पीआई 0 से पीआई बटा 2 आई लैम्ब्डा ई है मैं इसे इंटीग्रल के अंदर ले जा सकता था क्योंकि यह एक फैलाना एमिटर है और इसलिए यह पाइ थीटा कोस थीटा दथेटा डीफी होगा और इसलिए यानी 1 बटा पीआई 2 इस मात्रा में यह अनुपात यहां कुछ भी नहीं है लेकिन एमिशन है तो एप्सिलॉन लैम्ब्डा लैम्ब्डा होगा तो अचानक डेफिनेशन के कारण आप देखेंगे कि 1 बाय पीआई है जो डेफिनेशन के कारण आता है जो हमने एमिसिव फ्लक्स स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव फ्लक्स और कुल फ्लक्स में देखा था उसके विपरीत यहां आप अचानक 1 देखेंगे पाई द्वारा जो इस रेशिओ की डेफिनेशन के कारण आता है Student तो कोई डिफाइन कर सकता है कि कुल एमिशन किसे कहा जाता है जो कि एप्सिलॉन है जो केवल तापमान का एक कार्य है इसलिए वास्तविक सतह का ई तापमान का एक कार्य है और ब्लैकबॉडी का ई जो केवल तापमान का एक कार्य है तो अनंत एलम्ब्डा के लिए अभिन्न 0 होगा वास्तविक सतह से डलम्ब्डा डिवाइड डिनोमिनेटर टर्म क्या है सिग्मा टी पावर फोर तो एप्सिलॉन ई 1 बाय सिग्मा टी पावर 4 इन इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी ई लैम्ब्डा टी डलाम्ब्डा है इसलिए इन मात्राओं को डेफिनेट करने का उद्देश्य यह है कि यदि मैं किसी सतह की एमिसिविटी को जानता हूं तो इसे मापने के तरीके हैं यदि मुझे किसी सतह की एमिसिविटी पता है तो मैं कर चुका हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्लैंक के नियम के माध्यम से ब्लैकबॉडी रेडिएशन को कैसे चिह्नित किया जाए जो एक सटीक समीकरण है तो इससे मुझे पता चलेगा कि किसी दी गई सरफेस से एमिशन प्रवाह क्या है इसी तरह अगर मैं स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिशन को जानता हूं तो मैं कर चुका हूं इसलिए यदि मैं स्थानीय उत्सर्जन को जानता हूं तो मुझे इन स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिशन की गणना करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि यह 1 द्वारा pi द्वारा दिया गया है जो स्थानीय एमिशन को दोगुना करता है जो लैम्ब्डा ई है कोस थीटा पाप थीटा दथेटा इसलिए यदि मैं स्थानीय एमिशश को जानता हूं तो मुझे लोकल एमिसिव फ्लक्स स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव फ्लक्स और कुल उत्सर्जक प्रवाह की गणना करने में सक्षम होना चाहिए तो अधिकांश वास्तविक सतहें लगभग सभी वास्तविक सतहों को देखती हैं जिन गुणों को आप जानेंगे वे सतह की उत्सर्जकता हैं और वास्तव में यह एक आंतरिक संपत्ति है हम इसके बारे में भविष्य के व्याख्यानों में से एक में देखेंगे ठीक है कि यह एक आंतरिक संपत्ति क्यों है कोई फिर से एक समान मात्रा को डिफाइन कर सकता है जिसे कहा जाता है तो हम अवशोषण को कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान दें कि हम यहां ब्लैक बॉडी को मानक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं ल सही यह सब कुछ एब्ज़ोर्ब कर लेता है तो हम क्या करें सरफेस पर शुद्ध रेडिएशन क्या है और इसलिए अवशोषण अब एक सरफेस द्वारा प्राप्त शुद्ध रेडिएशन के आधार पर डिफाइन किया गया है तो अगर हम जानते हैं कि इसे कैसे मापना है तो हम कर चुके हैं तो जो भी अंश प्राप्त होता है उसे अवशोषण कहा जाता है और जो प्राप्त नहीं होता है उसे या तो ट्रांसमिटिड या रिफलेक्टिड किया जा सकता है तो हम जा रहे हैं अगली कक्षा जो हम करने जा रहे हैं क्या हम यह कहते हुए परिचय देने जा रहे हैं कि जो नेट इरेडिएशन प्राप्त होता है वह शुद्ध विकिरण के बराबर होता है जो अवशोषित होता है और परावर्तित होता है तो संचरित कुछ मामलों में होता है मान लीजिए कि आपके पास ट्रांसल्युसेंट गलास है तो वहाँ कुछ विकिरण जो सतह पर इंसिडेंट होते हैं वास्तव में सतह के दूसरे छोर तक ट्रांसमिट किए जा सकते हैं या यदि आपके पास एक लिक्विड है उदाहरण के लिए विकिरण जो कंटेनर की एक सतह पर प्राप्त होता है जिसमें लिक्विड होता है दूसरे छोर में जाने के लिए वास्तव में लिक्विड के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है लेकिन अगर यह अपारदर्शी ठोस है तो संप्रेषणता 0 है विकिरण की मात्रा 0 है इसलिए यदि यह ओपेक ऑब्जेक्ट है तो यह 0 है तो हम अगले क्चर में जो शुरू करने जा रहे हैं वह कुछ और डेफिनेशन्स को देखते हुए बहुत जल्दी हम इस डेफिनेशन को देखते हैं और फिर हम यह देखना शुरू करेंगे कि रेडिएशन एक्सचेंज के कुछ पहलुओं को कैसे निर्धारित किया जाए और एक से उत्सर्जन दी गई सतह